तो अगला उदाहरण दो है उदाहरण दो ठीक है यह वाला मैं उम्मीद करता हूं कि पहला वाला आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और वह बहुत ही आसान था तो एक जेनरेटिंग स्टेशन की अधिकतम डिमांड 80 मेगा वाट है और एक लोड 150 मेगा वाट का जोड़ा गया है यदि मैं इसका मतलब 1 साल में उत्पन्न हुई ऊर्जा 400103 मेगा वाट आवर है आपको लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर की गणना करनी है और लोड की अधिकतम डिमांड 80 मेगा वाट है यह भी दिया है कि यह 1 साल में 150 मेगा वाट यूनिट जनरेट करता है 400103 मेगा वाट आवार यह मेगा वाट आवर में दिया हुआ है 1 साल में कुल घंटों की संख्या T8760 होती है तो सभी डाटा हमें मालूम है तो वार्षिक उत्पन्न शक्ति ऊर्जा को कुल घंटों की संख्या से भाग देकर हम औसत लोड की गणना कर सकते हैं इसीलिए4001038760 मेगावाट आवार है और लोड फैक्टर औसत लोड भागा अधिकतम लोड डिमांड जो कि 057 है और डिमांड फैक्टर अधिकतम डिमांड 80 भागा कनेक्टेड लोड 150 है इसलिए डिमांड फैक्टर 0533 के बराबर है तो यह एक आसान उदाहरण था और इसमें हमने वह सभी शब्दावली को उपयोग में लिया है जो हमारे पास थी तो हम एक के बाद एक और उदाहरण लेंगे ताकि यह समझने योग्य हो जाए तो अगले उदाहरण 3 है तो एक साधारण से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चित्र 5 में दिखाया गया है मैं फीडर सप्लाई को आपको बाद में दिखाऊंगा तो एक इंडस्ट्रियल लोड जिसकी चोटी 2 मेगा वाट है तथा अन्य घरेलू लोड की चोटी 2 मेगा वाट है और संयोजित चोटी डिमांड 3 मेगावाट है तो a ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड लोड की डायवर्सिटी फैक्टर की गणना करें b ट्रांसफार्मर से जुड़े लोड की लोड डायवर्सिटी की गणना करें c और ट्रांसफार्मर से जुड़े लोड के कोइंसिडेंस फैक्टर की गणना करें तो आपको इन तीन चीजों की गणना करनी है चित्र 5 इस उदाहरण के लिए यह दिया हुआ है कि इस सब ट्रांसमिशन सिस्टम के ट्रांसफॉर्मर यहां है यह डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है और यह औद्योगिक भार आवासीय भार और यह चार् भविष्य में उपयोग में आने वाले लोड हैं यह उदाहरण 3 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डायग्राम है समीकरण 7 से डायवर्सिटी फैक्टर का सूत्र यह है FDi1npipcलेकिन यहां आपके पास 2 उपभोक्ता हैं और यहां यह दिया हुआ है एक औद्योगिक तथा दूसरा आवासीय के लिए तो n2 i1 से 2 यानी FDp1p2Pc तो यह दिया हुआ है कि दोनों ही लोड औद्योगिक तथा आवासीय के लिए अधिकतम डिमांड 2 मेगावाट है इसका मतलब p12 तथा p22 इसका मतलब 2 प्लस 2 और संयोजित चोटी डिमांड 3 मेगा वाट है इसलिए Pc3 मेगा वाट इसलिए 223 यानी 133 तो यह आपका डायवर्सिटी फैक्टर है अब इस समीकरण 14 से लोड डायवर्सिटी LDi1npi pc n2 P1P22 मेगा वाट और Pc3 मेगा वाटइसलिए लोड डाइवर्सिटी फैक्टर P1P2 Pc22 31 मेगा वाट के बराबर हैऔर समीकरण 13 से कोइंसीडेंट फैक्टर CF1FDबराबर 1133 तो यह उदाहरण बहुत ही आसान अगली बार हम लोड फैक्टर और लॉस फैक्टर के बीच एक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे सीधा संभव नहीं है लेकिन हम कोई संबंध बनाने का प्रयास जरूर करेंगे इस बिंदु पर आने से पहले सामान्य लॉस फैक्टर लोड फैक्टर से प्राप्त नहीं किया जा सकता सामान्य तौर पर सीधे सीधे संभव नहीं है फिर भी सीमित संबंध को स्थापित किया जा सकता है तो चित्र 6 मनमाना और आदर्श लोडवक्र को दिखाता है और यह प्रत्येक दिन के वक्र को नहीं दिखाता यह एक संबंध को दिखाने के लिए दर्शाया गया है तो अगर आप Y अक्ष ले तो यह आपका चोटी लोड है जिसके लिए P2 और ऑफ चोटी P1 है और यह टूटी हुई रेखा औसत लोड है हमने कुछ चीजों को दर्शाया है तो इस पीक लोड के लिए आपका समय अंतराल 0 से छोटा t है और ऑफ पीक लोड t से T है तो यह पीक लोड P2 और ऑफ पीके लोड P1 है और औसत मान P हैयह लोडवक्र है यह आदर्श लोडवक्र है मानो कि इस पीक लोड के संगत पीक लॉस L2 जो 0 से छोटा t तक के लिए है और फिर ऑफ पीक लोड P1 के लिए लॉस L1 है और यह समय अंतराल t से T है और यह नीली टूटी हुई रेखा औसत लॉस है तो हम लोड फैक्टर और लॉस फैक्टर के बीच संबंध बनाने का प्रयास करेंगेयह कुछ नहीं है यह वास्तविकता नहीं है लेकिन हमने अपनी खुद की इच्छा से यह संबंध बैठाने का प्रयास किया है तो यदि हम पिक लोड P2 के संगत पीक लॉस L2 माने और ऑफ पीके लोड P1 के संगत पीक लॉस L1 माने तो LFऔसत लोड अधिकतम लोड यहां मैंने कुछ औसत लोड लाइन को लिया है तो यह मेरा P औसत भागा अधिकतम Pmax है Pmax कुछ नहीं बल्कि P2 है तो यह समीकरण 23 है तो अगर आप चित्र 6 से देखें तो Pavgp2tp1T है तो P आपका औसत है तो समीकरण 23 और 24 से हम लोड फैक्टर को प्राप्त करते हैं तो इसलिए लोड फैक्टर LFp2tp1Tp2 हैमैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ चुका होगा इस लोड फैक्टर को मैं यहां फिर से लिख रहा हूं LFp2tp1Tp2 इसका मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं LFp2tp2TP1p2Tइस प्रकार आप लिख सकते हैं LFtTp1p2XT tTठीक है तो यहां मैं LF को लिखने का प्रयास कर रहा हूं मैंने जो भी लिखा LFtTp1p2XT tT यह समीकरण 25 है उसी प्रकार से लॉस फैक्टर LLFLavgLmaxइस चित्र से यह रेखा L है तो LLFLavgL2L2 पीक लॉस हैइसका मतलब L2Lmax होगा यह समीकरण 26 है L max अधिकतम पावर लॉस तथा Lavg औसत पावर लॉस है चित्र 26 से आप फिर से वही चीज को प्राप्त करेंगे क्योंकि पीक लॉस समय अंतराल 0 से t के बीच है इसलिए LavgL2tL1T तो यह आपका औसत है जिसका समय T है यह समीकरण 27 है तो इस औसत L को समीकरण 26 में प्रतिस्थापित करने पर आप देखोगे हमें LLFL2tL1L2T प्राप्त होता है है जो कि पहले जैसा ही है तो यह समीकरण 28 है छोटा t पिक लोड अंतराल है तथा T t ऑफ पीक लोड लोड अंतराल हैक्योंकि कॉपर लॉस जुड़े हुए लोड का फलन होता है हम जानते हैं कि पावर लॉस सामान्यतः I 2 R होती है जहां I धारा होती है और इस प्रकार धारा केवल लोड पर ही निर्भर करती है यानी जुड़े हुए लोड का फलन होती है इस प्रकार ऑफ पीक और ऑन पिक लॉस को ऑफ पीक पावर लॉस के रूप में लिखा जा सकता है L1KP12 क्योंकि लॉस लोड के धारा के वर्ग के अनुक्रम होती है मेरा मतलब लोड के धारा के वर्ग के व्युत्क्रम होती है लेकिन इस संबंध को स्थापित करने के लिए ऑफ पावर P1 तथा लॉस L1 है तथा K अचर है दोनों ही स्थिति में यह सामान रहेगा तो L1KP12 उसी प्रकार की पिक आवर लॉस L2KP22यह काफी सही है क्योंकि लॉस I2 अनुक्रम होता है और I लोड पर निर्भर करता हैइस प्रकार L1KP12 और L2KP22 आप समीकरण 28 में स्थापित करते हैं तो यहां आप समीकरण 28 29 और 30 से लिख रहे हैं इस प्रकार हम पाते हैं सरलीकरण के बाद LLF tTP1P22xT tT के बराबर है यह समीकरण 31 है आप 25 और 31 को उपयोग करके प्रतिस्थापित करो और पहले के जैसा ही सरल करो तो लोड फैक्टर का व्यंजक मिलेगा समीकरण तो यह लोड फैक्टर का समीकरण और लॉस फैक्टर का समीकरण इन दोनों समीकरण का उपयोग करके हम संबंध बैठाने की कोशिश करेंगे तो तीन विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखकर हम संबंध बनाने का प्रयास करेंगे पहली स्थिति में एक ऑफ पीक लोड को हम जीरो करेंगे इसका मतलब यहां कोई और पिक लोड नहीं है इसका मतलब P10 है इसका मतलब L10 इस तरह समीकरण 25 और 31 से समीकरण 25 है यहां आप P10 रखें जिसे आप L1 कहते हैं उसमें इस व्यंजक में क्या होगा कि मुझे लिखने दे अगर आप समीकरण 25 को ले तो पहली स्थिति के लिए ऑफ पीक लोड 0 हैं इसका मतलब अगर P10 तो L1 भी शून्य है इसका मतलब समीकरण 25 समीकरण 25 यहां है LFtTp1p2XT tT लेकिन P1 यहां जीरो है इसका मतलब LF tT इसी प्रकार समीकरण 31 में LLF tTP1P22xT tT अगर आप P10 रखते हो तो यह पद यहां नहीं होगा तो लॉस फैक्टर भी LLFtT होगा इसका मतलब पहली स्थिति में जब ऑफ पीक लोड 0 है उस स्थिति में लॉस फैक्टर और लोड फैक्टर बराबर हैइसीलिए हम इसे ऐसे लिख रहे हैं कि अगर पीक लोड जीरो हो तो समीकरण 25 से LF tT और समीकरण 31 से LLFtT इस प्रकार से यह और वह समान है LLFLFtT यह आपका समीकरण 32 है यानी आप का लोड फैक्टर और लॉस फैक्टर आपस में समान है तो इस स्थिति के लिए हमने कुछ अवधारणा रखी थी ताकि आप कुछ संबंध बैठा सकें अब दूसरी स्थिति स्थिति में हमने t को 0 के काफी करीब माना है इसलिए अगर आप समीकरण 25 को देखें थोड़ा इंतजार करें मैं आपको समीकरण पर दिखाता हूं जब T घटाओ t बहुत ही कम समय में खत्म होने वाली पीक इसका मतलब t जीरो के करीब है इसका मतलब समीकरण 25 सेT एक के नजदीक होगा तो समीकरण 25 और 31 से हम यह कह सकते हैं कि लॉस फैक्टर इसके बराबर होगा समीकरण 31 कहां है इंतजार करें यहां है जब t 0 के करीब है तबT एक के नजदीक है तथा LLF LF2 तो इन दोनों स्थिति से हमें यह पता चलता है कि LLF LF2 आपकी t को 0 के नजदीक ले और समीकरण 25 और 31 से अगर t 0 के नजदीक है इसका मतलब T 1 के नजदीक है और इस स्थिति में आपके लोड फैक्टर का समीकरण 25 थोड़ा इंतजार करें मैं यहां लिख देता हूं तो दूसरी स्थिति में शर्त यह है कि आपके पास बहुत ही कम समय के लिए पिक है इसका मतलब t जीरो के काफी करीब है यानी T एक के नजदीक है इसका मतलब LFtTp1p2XT tT मे t जैसे जैसे 0 के नजदीक जाएगा LFP1P2 हो जाएगा तो इस स्थिति के लिए यह आपका लोड फैक्टर है अगर आप समीकरण 25 को देखें 25 नहीं 31 को उस लॉस फैक्टर के व्यंजक LLF tTP1P22xT tTजैसे जैसे t जीरो के करीब जाएगा औरT1 के करीब जाएगा इसका मतलब LLF P1P22 और LFP1P2 है मतलब LLF LF2इसका मतलब इस स्थिति में लॉस फैक्टर लोड फैक्टर के वर्ग के बराबर है इस प्रकार हम इसे समीकरण 25 और 31 से लिख रहे हैं LLF LF2यह समीकरण 33 है अगला स्थिति यह है कि अगर लोड स्थिर है यानी t T के काफी नजदीक हो मतलब पीक और ऑफ पीक लोड के बीच का अंतर लगभग अचर हो तो उस स्थिति में भी आपको लॉस फैक्टर लोड फैक्टर के बराबर मिलेगा तो इस स्थिति में आपको लॉस् फैक्टर लोड फैक्टर के बराबर मिलेगा इसका मतलब हमें एक स्थिति के लिए तीन विभिन्न स्थिति मिल रही है लेकिन सामान्य तौर पर यह ऐसे हो रहा होता है पहली स्थिति में हमने देखा लॉस् फैक्टर लोड फैक्टर के बराबर है फिर दूसरी स्थिति में हमने देखा लॉस् फैक्टर लोड फैक्टर के वर्ग के बराबर है इसलिए सामान्य तौर पर लोड फैक्टर एक से कम होता है लॉस फैक्टर लोड फैक्टर के वर्ग से बड़ा लेकिन लोड फैक्टर से छोटा होता है इसलिए LLF LF2 से बड़ा लेकिन LF से छोटा होता है तो इस तरह से लॉस् फैक्टर का संबंध हम बना सकते हैंलेकिन सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि हम लॉस् फैक्टर को लोड फैक्टर का उपयोग कर प्राप्त नहीं कर सकते फिर भी लॉस् फैक्टर का करीबी सूत्र लोड फैक्टर के पद में इस प्रकार है LLF 03 072 यह सूत्र बहुतों के द्वारा उपयोग किया जाता है खास तौर पर शहरी क्षेत्रों के लिए और यह सूत्र काफी हद तक सही भी है लेकिन अगर यह ग्रामीण क्षेत्र हो तो उस स्थिति में यह 03 के जगह 02 होता है यानी 02 LF 08 LF2 तो यह पाया गया है कि यह समीकरण लॉस फैक्टर और लोड फैक्टर के बीच एक सही संबंध बैठता है तो लॉस फैक्टर और लोड फैक्टर के बीच यही संबंध है इसके बाद हम कुछ अलग चीजों को देखेंगे लेकिन आपको लॉस् फैक्टर लोड फैक्टर इन सब शब्दावलीयो से परिचित होना चाहिए लेकिन ध्यान रहे ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहां 02 होना चाहिए 03 के जगह कुछ संबंध और भी आएंगे लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि लॉस् फैक्टर और लोड फैक्टर लोड वृद्धि पर भी निर्भर करता है अब अगला है लोड वृद्धि जब कभी भी आप ऐसा देखो कि लोड में लगातार वृद्धि हो रही हो कुछ स्थानों के लिए यह हो सकता है कि वह 3 या 4 या 5 वार्षिक हो या ज्यादा भी हो सकता है तो इसका मतलब यहां हमेशा से ही लोड वृद्धि है तो यदि लोड में वृद्धि हो रही हो तो इसका मतलब डिमांड में भी वृद्धि हो रही है तो मानो यदि किसी विशेष नेटवर्क में अगर डिमांड में वृद्धि हो रही हो तो उसके पूर्ति के लिए हमें पावर की जरूरतों को पूरा करना होगा तो इस स्थिति में अगर लोड में वृद्धि हो रही हो तो इसका मतलब पावर लॉस भी बढ़ेगा तो अगर प्रत्येक साल लोड में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब विभिन्न बिंदुओं पर वोल्टेज भी कम होगा इन सभी चीजों को आपको एक उचित स्तर पर रखना होगा इसका मतलब लोड ग्रोथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है या कारक है जिसको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते लोड वृद्धि का भविष्यवाणी योजना बनाने के वक्त करना बहुत जरूरी है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का विस्तार किया जा सके मैं यहां आपको बस प्राथमिक चीजों के बारे में बता रहा हूं लेकिन लोड वृद्धि पावर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है अगर यदि लोड वृद्धि की दर पता हो m th वर्ष के अंत में लोड को इस प्रकार इस सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है PmPo1gm यह समीकरण 37 है Pm m वें साल के अंत का लोड है मानो या 2017 इस समय लोड Po है और मानों की यह 5 की दर से बढ़ रहा हो तो g वार्षिक लोड वृद्धि दर है मान लिया कि g 5 है और m वर्षों की संख्या है

फीडर C और D के पास प्रत्येक दिन का अधिकतम डिमांड क्रमश 150 किलो वाट और 200 किलो वाट है जबकि स्टेशन की अधिकतम डिमांड 600 किलो वाट है ठीक है इस केस में आपको सही डायवर्सिटी फैक्टर को पता करना है मैंने यहां कुछ नहीं लिखा है की आपको क्या ज्ञात करना है आपको फीडर A और B का डायवर्सिटी फैक्टर पता करना है तो समीकरणों 6 से हम जानते हैं कि डायवर्सिटी फैक्टर FD व्यक्तिगत अधिकतम डिमांड का कुल योग भागा संयोजक अधिकतम डिमांड फीडर A के लिए कोइंसिडेंस मैक्सिमम डिमांड यानी संयोजक अधिकतम डिमांड 200 किलो वाट दी हुई है तो समीकरणों 6 से हम जानते हैं कि डायवर्सिटी फैक्टर FD व्यक्तिगत अधिकतम डिमांड का कुल योग भागा संयोजक अधिकतम डिमांड फीडर A के लिए कोइंसिडेंस मैक्सिमम डिमांड यानी संयोजक अधिकतम डिमांड 200 किलो वाट दी हुई है इसलिए FDA70902050102020013तो इसलिए यहां 70 90 20 50 10 20 यह सभी किलो वाट में है कोइंसीडेंस मैक्सिमम डिमांड 200 से भाग दिया गया है इसलिए फीडर A के लिए के लिए डायवर्सिटी फैक्टर 13 है उसी प्रकार से फीडर B के लिए 4 उपभोक्ता हैं 60 40 70 30 यह 3 किलो वाट में हैं और इनका पिक 160 किलो वाट है FDB60 40 70 30160125 इस तरह से फीडर B अभी के लिए डायवर्सिटी फैक्टर 125 है तो अब चारों फीडर का डायवर्सिटी फैक्टर है जो कि FD 200160 150 2006001183